अब हम विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा हम ट्रेनिंग का संचालन कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने ट्रेनिंग के अर्थ के बारे में समझा फिर हमने समझा की ट्रेनिंग की जरूरत को कैसे समझा जाए उसके पश्चात हमने जॉब इवेलुएश पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में भी जाना और अब हम यह समझेंगे की ट्रेनिंग के कार्यक्रम का संचालन कैसे करें ट्रेनिंग के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सबसे पहले मैंने विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग के तरीके एड्वेंट फ्लिपऔर की पुस्तक से लिए हैं और इस स्लाइड में आप यह भी देखेंगे की ट्रेनिंग का कार्यक्रम कितने प्रकार के क्षेत्र में किया जाता है यहां पर छह प्रकार के क्षेत्र को संबोधित किया गया है जिसके आधार पर ट्रेनिंग की जरूरत को समझा गया है जो की हमारी निर्णय लेने की क्षमता है निर्णय लेने की क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है जो कनिष्ठ मध्य एवं वरिष्ठ कार्यकारी के अंदर उत्पन्न करनी चाहिए किसी भी संस्था की उन्नति उसके मानव पूंजी के निर्णय पहचानने की क्षमता पर निर्भर करती है अब हमें इस प्रकार की उत्तीर्णता अपने प्रतिभागी मैं उजागर करनी है फिर हम तीन प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर सकेंगे पहला तरीका है बास्केट तरीका जिसमें हम अपने प्रतिभागियों को एक परिस्थिति देते हैं जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि वह इस परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेंगे और उसके पश्चात उनको यह सिद्ध करना होगा की उन्होंने वह निर्णय क्यों लिया और उसको लेते समय उन्होंने किन मापदंडों का ध्यान रखा निर्णय लेने के दूसरे तरीका हम बिजनेस गेम के जरिए सिखाते हैं आगामी सत्र में मैं हर तरीके का प्रयोग है क्षेत्रों में कैसे किया जाता है यह सिखाऊंगा और उसके साथ इन तरीकों का संचालन इनकी तैयारी इनको करने का कारगर तरीका और इनको करके क्या पाठ सीखने को मिलेगा यह भी समझाया जाएगा जब हम बिजनेस गेम की बात करते हैं इसका मतलब एक खेल खेला जाएगा सबसे पहले हम एक संकल्पना की बात करेंगे उदाहरण के तौर पर हम टीम बिल्डिंग यानी टीम के निर्माण की संकल्पना करते हुए यह देखेंगे थी ग्रुप और टीम में क्या अंतर है टीम की विभिन्न प्रकार के चरण क्या है एक सफलता पूर्वक टीम कैसे बनाई जाती हैं और इस को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस गेम का आयोजन करेंगे इस खेल को खेलते हुए हम यह दिखाएंगे की एक टीम किस प्रकार प्रभावशाली तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाती हैं तीसरा तरीका है केस स्टडी जोकि काफी प्रसिद्ध ट्रेनिंग करने के तरीकों में आता है दरअसल केस स्टडी एक परिस्थिति को लेकर निर्णय कैसे लें इसकी विचारधारा समझाता है क्योंकि केस स्टडी काल्पनिक नहीं है यह एक सच्ची परिस्थिति को दिखाता है जिसको एक दस्तावेज में परिवर्तित कर दिया गया है इसलिए इस संदर्भ में केस स्टडी यह बताएगी की एक विशेष निर्णय को एक विशेष कार्यकारी के द्वारा एक संस्था में कैसे लिया जाता है और हमें यह समझना होगा की एक विशेष परिस्थिति जो सही या गलत हो सकती है और निर्णय जो उस विशेष परिस्थिति में लिया गया है सही या गलत हो सकता है आपको यह सभी विभिन्न प्रकार के तरीके देखकर समझना होगा और मैं यह सारे टेंपलेट के द्वारा बताऊंगा कि केस स्टडी विश्लेषण के लिए उपयोग कैसे हो सकती है मैं एक और प्रकार के ट्रेनिंग के तरीके पर चर्चा करूंगा जिसको केस राइटिंग वर्कशॉप के जरिए समझाया जाता है हम ज्यादातर समय वह केस इस्तेमाल करते हैं जो या तो भारत के बाहर के होते हैं या अलग परिस्थितियों के होते हैं जिनको अपने देश में वास्तविक रूप से प्रयोग करना उपयोग करना मुमकिन नहीं है या किसी विशेष प्रकार की इंडस्ट्री के ऊपर प्रयोग भी नामुमकिन है इसलिए हम केस बनाएंगे जो भारत के उद्योग के लिए और भारत की संस्थाओं के लिए हो और इस उद्देश्य के लिए हम ट्रेनिंग के कार्यक्रम का संचालन करेंगे जिसमें मैं यह भी बताऊंगा कि विभिन्न प्रकार की केस राइटिंग वर्कशॉप क्या होती हैं किस तरह हम विभिन्न प्रकार के केस इन केस राइटिंग वर्कशॉप में विकसित कर सकते हैं दूसरा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वह है इंटरपर्सनल स्किल अगले सेमेस्टर में मैं एक नए प्रोग्राम की घोषणा करूंगा जो है मैनेजरियल स्किल्स फॉर इंटरपर्सनल डायनामिकस एम एस आई डी उद्योग और संस्थान एक परिवार के समान होते हैं जिनमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और यह सारे सदस्यों को आपस में समन्वय बनाकर रखना चाहिए जिससे सैनर्जी उत्पन्न होती हैं और यह सैनर्जी और आपसी तालमेल को भी उत्पन्न होगा जब पारस्परिक रिश्तो को विकसित किया जाएगा अगर सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं अगर वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो हम अच्छे परिणाम नहीं ला सकते अच्छे परिणाम देने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही घनिष्ट आपसे रिश्ते बनाने की कला आनी चाहिए अब यह इंटरपर्सनल स्किल सीखने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम हैं जिनमें से एक कार्यक्रम का नाम है रोल प्ले रोलप्ले में हम यह दर्शाएंगे कि एक भूमिका कैसे अदा की जाती है हमें यह भी समझना होगा कि ए और सि मैं क्या इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और इनका रोल प्ले और बिहेवियर मॉडलिंग पर क्या असर हो सकता है रोलप्ले में हम यह बताते हैं कि एक मैनेजर को अपना किरदार कैसे अदा करना चाहिए लेकिन बिहेवरेल मॉडलिंग में हम यह बात करेंगे कि एक विशेष व्यक्ति जैसे शर्मा जी यह अपना आचरण कैसे रखेंगे एक मैनेजर के तौर पर इसलिए इस संदर्भ में इंटरपर्सनल स्किल्स अलग परिस्थिति के तौर पर ली जाएगी और उन परिस्थितियों के आधार पर हम यह विश्लेषण करेंगे कि एक पद और व्यक्ति में क्या अंतर है और यह व्यक्ति एक विशेष भूमिका निभाते हुए कैसा व्यवहार रखेगा शर्मा जी एक मैनेजर हैं तो उनसे एक मैनेजर की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है ना की शर्मा जी कि खुद का व्यवहार परंतु अगर हम यह माने शर्मा जी के व्यवहार में कुछ दिक्कत है तब हम उस संदर्भ में यह देखेंगे एक परिस्थिति की मदद से जब हम शर्मा जी को एक परिस्थिति देते हैं तो वह किस तरह व्यवहार करते हैं वह कुछ भी हो सकता है नकारात्मक या सकारात्मक अगर यह सकारात्मक है तो हमें यह दिखेगा कि शर्मा जी का व्यक्तित्व कितना प्रेरणादायक और प्रेरित करने वाला है प्रशिक्षु और सीखने वाले इस तरह के विशेष व्यवहार को अपना सकते हैं और अगर शर्मा जी का व्यवहार नकारात्मक है तो हमें एक परिस्थिति में यह समझ आएगा कि किस प्रकार का व्यवहार अपनाने योग्य नहीं है क्योंकि हर संस्था ऑर्गनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर ओसीबी की बात करती है जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना यह बताता है विशेष ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर मैं हमें रियल मॉडलिंग का उपयोग समझाया जाएगा जिसके तहत हमें यह भी पता चलेगा की बिहेवियर मॉडलिंग सबसे श्रेष्ठ ट्रेनिंग देने का तरीका है जो है विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल करा जाता है और अगर इस स्थिति इस विशेष व्यवहार के बारे में प्रतिभागियों से सांझा किया जाए तो मुझे यकीन है कि वह इसके बारे में जरूर सोचेंगे और संभावना है कि उनके व्यवहार में बदलाव भी आएगा इस विशेष तरीके को समझते हुए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है जॉब नॉलेज कार्य को करने की जानकारी देकर भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं इस तरीके को हम ऑन द जॉब अनुभव के नाम से जानते हैं इसकी मैं आगे और चर्चा करूंगा और यह भी कि ऑन द जॉब एक्सपीरियंस को करने के कितने विभिन्न प्रकार के तरीके हैं मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी हम करते हैं वह अपने एमबीए शिष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं कि वह लाइव प्रोजेक्ट की तरफ जाएं लाइव प्रोजेक्ट गर्मी और सर्दी की ट्रेनिंग की तरह ऑन द जॉब एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इसमें एक संस्था की परिस्थिति दी जाती हैं और यह पूछा जाता है कि वह एक विशेष दिक्कत का उपाय किसी विशेष प्रकार के संस्था के कार्य को करके कैसे करेंगे कार्य की जानकारी को प्रशिक्षण के द्वारा कराया जा सकता है अब हम परामर्श कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे परामर्श कार्यक्रम कोचिंग और अंडरस्टडी का मेल है एक गुरु क्या करता है गुरु एक प्रशिक्षक का किरदार अदा करता है और उसके अंदर बहुत सारे शिष्य काम करते हैं इसलिए गुरु शिष्य का रिश्ता अति महत्वपूर्ण है जब भी हम कार्य की जानकारी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे तो भारत में बहुत सारी संस्थाओं ने संरक्षक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया है हालांकि कुछ संस्थाएं इसको ठीक से लागू करने में सफल नहीं रही क्योंकि इन्होंने कॉफी उच्च अधिकारियों को गुरु के तौर पर रखा था अगर एक मैनेजमेंट ट्रेनी किसी वरिष्ठ अधिकारी के अंदर काम करता है तो उसके लिए यह अत्यधिक मुश्किल हो जाता है कि मैं उससे ठीक से बात कर पाए उसे टाइम ले पाए उस से अपॉइंटमेंट मिल पाए इसलिए परामर्श कार्यक्रम कई बार एक दिखावा बनकर रह जाता है इसलिए जब भी हम किसी को परामर्श लेने की सलाह देंगे तो हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि कोचिंग और अंडरस्टडी तभी मुमकिन है जब वरिष्ठ अधिकारी नए कर्मचारी को अपना समय दे पाए तीसरा है संस्था का ज्ञान जिसमें मैं अपना उदाहरण आप सब से सांझा करना चाहूंगा कि जब मैं श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में था तो वहां पर कठिन ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मूल्यों का परिचय देने के ऊपर बहुत जोर दिया गया और यह बताया गया कि इसी को मूल्य प्रणाली कहते हैं और इसी को संस्था सिद्धांतों के मुद्दों के तौर पर तवज्जो देता है इसलिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम के शुरुआत में ही संस्था के ज्ञान की महत्वपूर्ण था पर ज़ोर दिया गया परंतु हम कार्यरत होते हुए संस्था की जानकारी को एक अलग तरीके से समझ सकते हैं अगर हम जॉब रोटेशन का इस्तेमाल करें बहुत सारी संस्थाएं बहु कुशल कर्मचारियों को रखना चाहती हैं और कर्मचारियों को बहू कुशल बनाने के लिए जॉब रोटेशन प्रणाली के तहत उनको कार्य देना चाहिए जॉब रोटेशन प्रणाली में कर्मचारी को मार्केटिंग के क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में मानव संसाधन के क्षेत्र में उत्पादन के विभाग में काम करते हुए यह पता चलेगा कि किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्या मुद्दे उठते हैं किस तरह की जरूरत है उत्पन्न हो सकती हैं किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं हमारी क्या शक्ति हैं इसलिए उस कर्मचारी को हर विभाग के बारे में पता चलेगा और पूरी संस्था की संपूर्ण दृष्टिकोण का अंदाजा लगेगा की वहां पर क्या काम करेगा और क्या नहीं जॉब रोटेशन और मल्टीपल मैनेजमेंट में अंतर है जॉब रोटेशन में एक व्यक्ति को एक विशेष कार्य अलग अलग समय पर करने के लिए दिया जाता है लेकिन मल्टीपल मैनेजमेंट में एक वक्त पर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कार्य करने को कहा जाता है और विभिन्न जॉब संभालने को बोला जाता है जब जॉब रोटेशन को एक व्यक्ति सफलता पूर्वक तरीके से कर देता है तो वह मल्टीपल मैनेजमेंट करने के योग्य बन जाता है जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है बहुत सारी संस्थाओं में मल्टीपल मैनेजमेंट को पसंद किया जाता है विशेष रुप से ऐसी संस्थाएं जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी हो छोटी संस्थाओं में उस व्यक्ति को पसंद किया जाता है जोकि मल्टीपल मैनेजमेंट करने में निपुण हो इसलिए कर्मचारी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है जिससे वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक वक्त से करने थी काबिलियत रखें और अपना काम करते हुए मल्टीपल मैनेजमेंट के उदाहरण के तौर पर देखें इसलिए ट्रेनिंग के तरीके जो सामान्य ज्ञान पर आधारित है उसके लिए विषय कोर्स बनाए गए हैं जिसका एक बहुत ही सरल उदाहरण है लेबर लॉ और इंडस्ट्री रिलेशन इसलिए एक व्यक्ति मानव संसाधन विभाग में ना होते हुए भी सामान्य ज्ञान के तहत मानव संसाधन के कार्य को समझता है अगर वह उत्पादन विभाग में मैनेजर है तो सामान्य ज्ञान के तहत उसे लेबर लॉ और इंडस्ट्री रिलेशन की जानकारी होना भी अनिवार्य है यह आवश्यक नहीं है कि उसकी निपुणता हो लेकिन जब तक वह है कार्यप्रणाली से अवगत नहीं होगा उसे यह नहीं पता होगा कि काम कितने घंटे किया जाता है स्प्रेड ओवर क्या है लीव पोजीशंस के बारे में क्या जानकारी है और उसे इन विशेष कोर्ट जैसे लेबर लॉ और इंडस्ट्री स्टेशन के बारे में सामान्य ज्ञान है तो वह बहुत आराम से निपुणता के साथ सामान्य ज्ञान के तरीकों को समझता है दूसरा सामान्य ज्ञान विशेष मुलाकात के द्वारा भी लिया जा सकता है यह बात उन संस्थाओं पर लागू है जो विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जब भी विभिन्न प्रोजेक्ट किसी संस्था में चल रहे हो क्रॉस फंक्शनल भी हो सकते हैं और अगर क्रॉस फंक्शनल क्षेत्र मौजूद है तो विशेष मुलाकात का आयोजन करना पड़ता है जिसके द्वारा वे एक प्रोजेक्ट की तार दूसरे प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हैं तीसरा बात है विशिष्ट पढ़ने की प्रणाली जिसका एक बहुत ही सरल उदाहरण है जब हम कोई नई तकनीक लेकर आते हैं जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उस पर हम अपना समान ज्ञान लगाकर देखते हैं अगर व्यक्ति को उसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी है तो वह उसे अपने कार्य में दिखा पाएगा और अपने काम को और निपुणता के साथ कर पाएगा क्योंकि उसको पहले से ही उस तकनीक के बारे में ज्ञान और जानकारी है अंतिम लेकिन किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है यह ट्रेनिंग की प्रणाली जोकि विशिष्ट व्यक्तिगत जरूरतों पर आधारित है मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में बात की है इसलिए अगर आपको कोई ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन कमजोर है इसी विषय क्षेत्र में तो वह एक विशिष्ट व्यक्तिगत जरूरत कहलाई जाएगी जिसको विशेष प्रोजेक्ट काम ध्यान एवं असाइनमेंट के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान या कौशल के संदर्भ में कमजोर पड़ रहा है तो उसे ट्रेनिंग के द्वारा उस विशेष कौशल को प्रदान किया जा सकता है हम उसी का नामांकन ट्रेनिंग के कार्यक्रम के लिए कर सकते हैं जहां पर वह अपनी उस विशिष्ट जरूरत को पूरा कर सके बहुत बार यह देखा गया है की पोटेंशियल अप्रेजल आगे की योजना में बहुत मददगार है इसलिए विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताएं जिन्हें पोटेंशियल अप्रेजल के जरिए पहचाना गया है यह दिखाएगा कि कैसे व्यक्ति खुद को आने वाली नौकरियां और जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर सकता है यह एक मानव संसाधन की प्रगति का बहुत बहुत प्रभावी साधन है जब आप अपने मानव संसाधन को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ पोटेंशियल अप्रेजल करना भी जरूरी है क्योंकि तभी आप उस प्रकार के ट्रेनिंग के कार्यक्रम का आयोजन कर पाएंगे जो एक विशिष्ट व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करेगा और एक विशेष तरीके के द्वारा उसको करवाया जाएगा व्यक्तिगत विरोध वर्तमान और भविष्य के कार्यों के लिए जरूरी है इसलिए यह केवल व्यक्तिगत नहीं परंतु संस्थान की जरूरत भी है कि वे परफॉर्मेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल करवाएं अगर एक व विशेष व्यक्ति को भविष्य में कोई काम करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उसकी तैयारी पहले ही होनी चाहिए इस तरह उस व्यक्ति को विशेष प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं और वह अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट जरूरत को भी पूरा कर सकता है दूसरा एन पॉइंट है कि कमिटी असाइनमेंट को लागू करना पड़ेगा जिसके लिए अलग अलग कमिटी बनाई जाएगी जो संस्था के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विभिन्न भागों की उन्नति के लिए काम करेगी यह कमिटी और वह जगह पर जानकारी देंगी जहां उसकी कमी है और विभिन्न ट्रेनिंग के तरीकों से मानव संसाधन को विकसित करेंगी इसलिए 6 चेत्र हैं जिनके लिए कुछ तरीके हैं जो आने वाले सेक्शन में हम एक एक करके बात करेंगे उनके मतलब की व्याख्याकार्यप्रणाली जिसके तहत उस कंसेप्ट को समझा जाएगा और लागू किया जाएगा उसके बाद उसके ऊपर ज्ञान पूर्ण पाठ बनाए जाएंगे जिससे कि ट्रेनिंग सेशन आने वाले फैशन में दिखाए जा सके सबसे पहले और प्रमुख ट्रेनिंग मेथड है हैंड ऑन मेथड इस प्रकार की ट्रेनिंग में हम प्रतिभागी को सीखने के कार्यों में सीधे ही शामिल करते हैं इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिमुलेशन कुछ उदाहरण है जो इस ट्रेनिंग प्रणाली को दिखाते हैं मुझे याद है कि किस तरह सिमुलेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम मशीनों पर खान जी द्वारा हिंडालको में किया गया था और चिरानिया जी के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में किया गया उन्होंने उसी प्रकार मशीन पर कार्य करके दिखाया जैसे उनके फ्रॉक फ्लोर पर ऐसी परिस्थिति में किया जाता मिलती जुलती मशीनें रखी जाती हैं और वही परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिस पे प्रतिभागियों को काम करना होता है यह एक बहुत ही प्रभावशाली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेथड है खास करके नए कर्मचारियों के लिए मैं बाद में विस्तार से बिजनेस गेम रोल प्ले और बिहेवियर मॉडलिंग के बारे में भी चर्चा करूंगा जो हैंड्स ऑन मेथड्स हैं यह तरीके विशिष्ट कौशल को उजागर करने के लिए आदर्श हैं क्योंकि इससे यह समझ आता है की कैसे कौशल और व्यवहार हम अपनी नौकरी के तजुर्बे में बदल सकते हैं और वह सभी बातें जो आपस के मुद्दे सुलझाने के लिए ऑन द जॉब उत्पन्न होती हैं अब मैं एक उदाहरण ओ जे टी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का दूंगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि नए अनुभवहीन कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए सीखें अपने काम को करते हुए अपने साथियों को देखते हुए और मैनेजर को उनकी नौकरी करते हुए देखकर उनके व्यवहार की नकल उतारे इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग वह है जिसमें व्यक्ति सीखता है और जहां पर भी मैनेजमेंट की शिक्षा दी जाती है वहां ट्रेनिंग महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए शिष्य को गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनिंग करनी चाहिए और अब हम यह सुझाव भी दे रहे हैं कि सर्दी में भी ट्रेनिंग शिक्षकों द्वारा की जानी चाहिए ओ जे टी एक बहुत ही पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली अनौपचारिक ट्रेनिंग है एक और उदाहरण जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा वह यह है कि भारत के सबसे बड़े व्यवसायों में से रिलायंस इंडस्ट्री अपने नागो थन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का उपयोग करता है यह रिफाइनरी पॉलीमर और रसायन बनाती है तेजी से कंपनी के विकास और अनुभव से परिपूर्ण कर्मचारियों थी मांग के कारण नए इंजीनियरों के लिए लंबे समय के काम करने की प्रणाली को घटाने की जरूरत पड़ी इस प्रकार के केस में ऑन द जॉब प्रशिक्षण को उपयोग में लाया जाता है कौन सा जॉब प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के तरीकों में अप्रेंटिसशिप एवं स्व निर्देशित सीखने के कार्यक्रम शामिल हैं अब अप्रेंटिसशिप बहुत लोकप्रिय हो गई है हालांकि एक कार्यक्रम की कमजोरी यह है कि संस्था इसे गंभीरता से नहीं लेती इसी तरह सीखने की क्षमता और सीखने की इच्छा दोनों का ही बहुत महत्व है और जब भी हम हैंड्स ऑन प्रणाली की बात करते हैं तो यह देखा गया है कि अनुभवहीन व्यक्ति को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और अगर उसके अंदर काम को सीखने की उत्सुकता नहीं है तो यह अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि संस्था में आपसी साझेदारी की कमी आ जाती है स्व निर्देशित सीखने यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के कार्यक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है बहुत लोग यह जानना चाहते थे कि मैंने जेल में क्या सीखा वहां किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते थे और उनकी क्या आवश्यकताएं थी मैं आपसे यह साझा करना चाहूंगा कि वहां स्व निर्देशित कार्यक्रम की मांग थी और उस विशेष आग्रह को पूरा करते हुए संस्थान ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम करवाएं जो स्व निर्देशन पर आधारित है स्व निर्देशित सीखने की शैली में कर्मचारी हर तरह की जिम्मेदारी उठाते हैं जैसे कि कार्यक्रम कब होगा और कौन उसके प्रतिभागी होंगे इसलिए स्वनिर्देशित होना बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत अच्छी पहल है जिसने कर्मचारी खुद अपनी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और यह समझते हैं कि उन्हें क्या विकसित करने की जरूरत है यह कोई जबरदस्ती पैदा करी गई परिस्थिति नहीं है बल्कि यह वह परिस्थिति है जिसमें कर्मचारी खुद आगे आकर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना चाहते हैं जब भी शिक्षण और विकास विभाग एक ऐसा माहौल बनाने की क्षमता रखता है जिसमें सीखने की लालसा हो तो हम उस स्थिति में ऐसे कार्यक्रमों को विकसित करने के ज्यादा सक्षम हैं जब कर्मचारियों की संख्या इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तुलना से अधिक हो तो यह पाया गया है कि स्वनिर्देशित शिक्षण कार्यक्रम में व्यक्ति कम रुचि रखते हैं ऐसे में उन्हें बाहर नामांकित किया जा सकता है और वहां वह विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने हेतु शिक्षकों से काफी कुछ सीख सकते हैं आने वाले समय में स्व निर्देशित सीखने की प्रक्रिया और अधिक सामान्य होने वाली है क्योंकि कंपनी अपने कर्मचारियों को लचीले ढंग से शिक्षण देने के साथ है जैसे मैंने बताया और आपने समझा की जॉब रोटेशन मल्टीपल मैनेजमेंट और मल्टीटास्क गतिविधियां बहुत संचालित हैं इसलिए कर्मचारी स्वयं ही यह विभिन्न आयाम को सीखना चाहते हैं विभिन्न कार्यों को समझना चाहते हैं और उन्हें विभिन्न नौकरियों के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं इसलिए इस प्रकार का लचीलापन प्रशिक्षण देने के लिए अनिवार्य हैं जब भी कर्मचारी आसानी से बदलने के योग्य होते हैं तब वे उत्पादक होते हैं उन्हें समझ आता है कि एक ही उत्पादकता और एक ही कार्यशैली वे भविष्य में नहीं रख सकते क्योंकि भविष्य में उनको बदलने की जरूरत है मैनेजमेंट मैं परिवर्तन बहुत ही अनिवार्य है और वह परिवर्तन तभी सफल होगा जब हम काम करने की प्रणाली में लचीलापन रखें तभी हमें सफलता मिलेगी इसलिए उस मामले में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए लचीलापन का ध्यान रखा जाता है और इसमें वे तकनीक का लाभ उठाते हैं उस तकनीक को धन्यवाद क्योंकि उसकी मदद से आज हम योग्यता का मानचित्रण आसानी से कर पा रहे हैं केवल एक शर्त है की शिक्षार्थी के अंदर काम को सीखने की इच्छा होनी चाहिए और जैसा कि मैंने कहा कि कर्मचारी को खुद से सक्रिय होना आवश्यक है और यह जानना आवश्यक है कि वह यह सब क्यों सीख रहे हैं क्योंकि वे भविष्य में इस जिम्मेदारी को निभाने की लालसा रखते हैं और अगर हम भविष्य की बात करें तो यह अति आवश्यक है की कर्मचारी सक्रिय अगर वे सक्रिय होंगे तो नियोक्ता द्वारा संचालित होने की बजाय यह समझे वे पुश तकनीक नहीं पुल टेक्निक है जब भी हम पुल तकनीक के बारे में बात करते हैं तो उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कर्मचारी स्वयं ऐसे प्रशिक्षण की मांग करें मुझे आप सबके साथ यह साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत के अधिकतर संस्थाएं अब पुश तकनीक का ही इस्तेमाल कर रही है और वहां प्रदर्शन मूल्यांकन करते हुए वे स्वयं यह लिख रहे हैं की भविष्य में उन्हें किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसीलिए स्वयं निर्देशित तरीके से सीखना एक अच्छे प्रणाली है लोग अपनी क्षमता के बारे में जानते हैं उन्होंने खुद की योग्यता को विकसित किया है और अपनी योग्यता को स्वयं निर्देशित करके खुद को प्रोत्साहित करना बहुत ही प्रेरणा योग्य स्थिति है अप्रेंटिसशिप एक कार्य एवं अध्ययन प्रशिक्षण का तरीका है जिसमें हम दोनों ऑन द जॉब और कक्षा प्रशिक्षण को शामिल करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा करी है अब मैं सिमुलेशन को विस्तार में बताऊंगा सिमुलेशन एक प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें एक वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है इसमें प्रतिभागी साक्षात खुद को उस परिस्थिति में रखकर यह सोचते हैं और निर्णय लेते हैं कि अगर वह उस कार्यस्थल में होते तो वह क्या निर्णय लेते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम है जहां एक बच्चा यह सीखता है जैसे कि अगर वह दो पहिया वाहन चला रहा है और एक विशेष गति पर चल रहा है तो वह आगे दुर्घटना का सामना करेगा कि नहीं इसलिए इस प्रकार की सिमुलेशन होती हैं जैसे कि उस वीडियो में भी यह बताया गया कि किस तरह की वास्तविक परिस्थिति के अंतर्गत आपको एक निर्णय लेना पड़ा और उस निर्णय का क्या परिणाम आपको मिलेगा यह भी स्लाइड समय किया गया एक और आम उदाहरण सिमुलेशन प्रशिक्षण का है जिसे फ्लाइट सिमुलेटर के नाम से जाना जाता है जो पायलट को दिया जाता है आजकल सभी एयरपोर्ट पर यह सुविधाएं दी गई है जिसमें यात्री यह तेज देख सकते हैं और सीख सकते हैं की जहाज कैसे उड़ता है और कुछ विशेष शुल्क देकर वे इस सिमुलेशन को अनुभव कर सकते हैं स्वयं को पायलट मानते हुए सिमुलेशन प्रतिभागियों को यह दिखाता है की उनके निर्णय का क्या असर हो सकता है एक गैर प्राकृतिक वातावरण में क्योंकि यह जोखिम रहित वातावरण है आप एक विमान को चलाने का अनुकरण कर रहे हैं और वह परिस्थिति वास्तविक नहीं है इसलिए उसमें कोई जोखिम नहीं है इसका प्रयोग उत्पादन और प्रक्रिया कौशल एवं मैनेजमेंट और पारस्परिक कौशल को समझने के लिए भी किया जाता है वे तकनीकी कौशल भी जानते हैं और प्रबंधन कौशल भी जो सिमुलेशन गेम्स है केस स्टडी और कृष्णा गेम्स जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया है परंतु मैं आने वाले सत्रों में उसके बारे में और जानकारी दूंगा और बिजनेस गेम और केस स्टडी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा रोलप्ले में प्रतिभागी अपने किरदारों को निभाते हैं जो कि उनको उस दौरान दिए जाते हैं जिसमें उन्हें उस परिस्थिति और काम को लेकर जानकारी दी जाती है और पारस्परिक समस्याओं के बारे में भी बताया जाता है अलग अलग समस्याएं अलग अलग परिस्थितियों मैं उजागर होती हैं रोल प्ले सिमुलेशन से अलग है क्योंकि इसमें प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया अलग रहती है और फोन का विस्तारित सर भी अलग होता है जो प्रतिभागियों को दिया जाता है जिसे वे विशेष रोलप्ले के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं बिहेवियर मॉडलिंग एक ऐसा मॉडल है जो यह दर्शाता है कि क्या एक महत्वपूर्ण व्यवहार रहना चाहिए और प्रशिक्षण के द्वारा हमें किस व्यवहार को बदलना चाहिए और किसने व्यवहार का अभ्यास करना चाहिए इसलिए अगर बिहेवियर मॉडलिंग सफल व्यक्ति की पेशकश करता है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व मैं व्यवहारिक लक्षण दिखते हैं से महत्वपूर्ण लक्षण हमें अपने प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहार में शामिल कर लेना चाहिए बिहेवियर मॉडलिंग सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के ऊपर आधारित है और बिहेवियर मॉडलिंग शिक्षण कौशल के लिए ज्यादा उपयुक्त है शोध से पता चलता है कि बिहेवियर मॉडलिंग शिक्षण पारस्परिक और कंप्यूटर कौशल के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है इसलिए इस मामले में आपको समझ आएगा की पारस्परिक और कंप्यूटर कौशल सिखाने के लिए यह तकनीक से बढ़कर कुछ नहीं है अंत में मैं समूह निर्माण के तरीकों के बारे में बात करूंगा समूह निर्माण के तरीके टीम को बेहतर बनाने के लिए और अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तैयार किए गए हैं प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों के कौशल के साथ साथ टीम की प्रभावशीलता में सुधार करना भी है आपने यह देखा होगा कि जिन तरीकों के बारे में हमने पहले चर्चा करी थी वह तरीके व्यक्तिगत प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त थे परंतु जब हम समूह निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं तो उसका यह उद्देश्य होता है कि समूह को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों के कौशल के साथ साथ टीम की प्रभावशीलता को सुधार करना भी है समूह निर्माण विधि में प्रतिभागी के विचारों और अनुभवों को साझा किया जाता है और समूह की पहचान का निर्माण किया जाता है इसमें पारस्परिक संबंधों और निर्भरता की गतिशीलता को भी समझा जाता है क्योंकि जब भी हम समूह के बाद करेंगे तो हमें निर्भरता की महत्वपूर्णता के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं और वह उनके सह करता है समूह तकनीक टीमवर्क को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने कौशल को कैसे बढ़ाया जाए इस पर आधारित है इस प्रकार के तरीके जैसा की मैंने बात के सत्रों में भी बताया था यह प्रदर्शित किए जाएंगे समूह निर्माण के तरीकों में अक्सर अनुभवआत्मक तरीके शामिल होते हैं और इसके चार चरण होते हैं सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है वैचारिक ज्ञान अब आप यह देखते हैं कि जब भी हम सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो उस व्यक्ति की हमें बहुत आवश्यकता होती है जो उस विशेष अनुभव से गुजर रहा हो और उसके पास एक मजबूत और दृढ़ अवधारणा होनी चाहिए अगर व्यक्ति अभ्यास के पीछे के सिद्धांत के बारे में जागरूक नहीं है तो वह जो कुछ भी करेगा उसके बारे में समझ नहीं पाएगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है यह किसके लिए फायदेमंद है इसका क्या महत्व है और इस विशेष योगदान के लिए वैचारिक ज्ञान और सिद्धांत का लाभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दूसरा है बिहेवियर सिमुलेशन में प्रतिभागी बन्ना जिसे गई एक विशेष परिस्थिति को ठीक करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर ठीक कर सकता है और इस तरह से वह एक विशेष दिए वियर सिमुलेशन में भाग ले पाएगा तीसरा है जिसमें ऐसा करके हमें अपने कार्यों का विश्लेषण करना होगा और समझना होगा कि क्या सही और क्या गलत है क्या सही राह पर गया क्या गलत राह पर गया और वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ सिद्धांतों की क्या मेलजोल है इसलिए यह चारों चरण वैचारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं बिहेवियर सिमुलेशन मैं भाग लेने के लिए हैं कार्यों का विश्लेषण करने के लिए हैं और ऑन द जॉब और वास्तविक परिस्थितियों में सिद्धांत और कार्यों के बीच मेलजोल को समझने के लिए है जिससे कि हम इन विशेष प्रकार के समूह निर्माण को विकसित कर सकेंगे अगला है साहसी शिक्षा साहसी शिक्षा का ध्यान टीम वर्क और नेतृत्व करने के कौशल पर ध्यान देता है और सही क्रियाओं के साथ यह खुद से पहल करने के गुण भी सिखाता है साहसी शिक्षा के अंतर्गत जंगल का प्रशिक्षण बाहर प्रशिक्षण ड्रम सर्कल और यहां तक की खाना बनाने की कक्षाएं भी ली जाती है और यह भी सिखाया जाता है की अपने रचनात्मकता को इस्तेमाल करते हुए केक कैसे बनाया जाता है साहसी शिक्षा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और अनुकूल तरीका है अपने ग्रुप के कौशल को उभारने का और प्रभाव शील बनाने का आंतरिक जागरूकता समस्या सुलझाना विरोधाभास प्रबंधन और जोखिम लेना इसके प्रभाव हैं इसलिए हमें यह पता चलेगा कि निर्णय लेने का क्या प्रक्रिया है जो हम समस्या सुलझा कर और मतभेद हटाकर समझ सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो सहायक शिक्षा में इस्तेमाल किया गया है वह है जोखिम उठाना जब तक एक व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होती तब तक वह साहसी शिक्षा नहीं ले सकता साहसी शिक्षा में काफी जोरदार चुनौतीपूर्ण शारीरिक क्रियाएं जैसे कि बर्फ की गाड़ी चलाना पहाड़ चढ़ना है इसलिए यह बहुत बहुत मजेदार और हास्य पूर्वक हो जाता है सहशिक्षा को व्यक्तिगत एवं ढूंढ वाली बाहरी क्रियाएं जैसे दीवार चढ़ना रोप कोर्स ट्रस्ट फॉर्म सीडी चढ़ना और एक मीनार से दूसरे मीनार तक जाना एक तार का उपयोग करते हुए जो दोनों मीनारों को जोड़ती है और अगर हम इस प्रकार के ट्रेनिंग के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम उनकी जिंदगी में सही तरह के जोखिम और साहसिक व्यवहार को उनके व्यक्तित्व में शामिल कर सकते हैं यह सारी विभिन्न प्रकार की ग्रुप निर्माण के तरीके और तकनीक हैं जिनके बारे में हमने बात की और क्रॉस ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग और टीम लीडर ट्रेनिंग हम आने वाले लेक्चर में चर्चा में लाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद